आगे हम एक उदाहरण देखते हैं मान लें कि हम इस टीमोड रजिस्टर की स्थापना के लिए मान खोजना चाहते हैं यदि आप इस टाइमर 0 को मोड 2 में प्रोग्राम करना चाहते हैं और क्लॉक के स्रोत के रूप में 8051 क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी का उपयोग करें और शुरू करने के लिए निर्देशों का उपयोग करें और टाइमर बंद करो तो मूल रूप से यह एक सॉफ्ट सॉफ़्टवेयर नियंत्रित टाइमर है जिसे हम संचालित करना चाहते हैं और हम इस टाइमर 0 का उपयोग मोड 2 में करना चाहते हैं इसलिए निश्चित रूप से यह टीमोड सेटिंग है तो ये 4 सबसे महत्वपूर्ण बिट्स टाइमर 1 के लिए हैं इसलिए वे सभी 0 हैं अब इस कम से कम 4 बिट्स के लिए वे टाइमर 0 के लिए हैं और उसमें से यह गेट बिट 0 है इसलिए यह गेट बराबर है 0 वह इंटर्नल समय इंटर्नल ऑपरेशन है फिर यह आपकी गिनती है तो इसके लिए यह दूसरा बिट C T है तो C T 0 का मतलब है कि हम टाइमर ऑपरेशन की तलाश कर रहे हैं तो C T 0 है और फिर 10 है इसलिए यह मोड पहचानकर्ता है तो यह वह पैटर्न है जिसे हमें टीमोड रजिस्टर में लोड करना है यदि हम इस ऑपरेशन को करना चाहते हैं तो यह इस टाइमर मोड का सारांश है तो मोड 0 में ऐसा क्या होता है यह टाइमर क्लॉक इंटर्नल स्रोत से आती है और फिर इस TLX को 5 बिट्स मिले हैं और THX को 8 बिट्स मिले हैं और जब यह ओवरफ्लो होता है तब यह TFx बिट सेट हो जाएगा तो टाइमर 0 के लिए TF0 बिट है जो मूल रूप से ओवरफ्लो बिट है इसलिए जब यह टाइमर ओवरफ्लो होता है तो यह बिट सेट हो जाता है मोड 1 में वह 16 बिट मोड था तो फिर से वही बात TLX और THX तो यह मोड 0 के रूप में यह 13 बिट था यहां यह 16 बिट टाइमर है और फिर से बाकी चीजें समान हैं जब यह ओवरफ्लो होता है तो यह TF0 बिट को प्रभावित करता है तो मोड 2 में हमें यह पुनः लोड तंत्र मिल गया है मोड 2 के लिए यह TLX 8 बिट टाइमर है इसलिए जब टाइमर TFx को ओवरफ्लो करता है और उसके बाद मान THx से TLx में फिर से लोड होता है और प्रक्रिया फिर से शुरू होती है तो यह समय समय पर किया जाएगा मोड 3 में हमें यह 2 ऐसे टाइमर TL 0 और TH 0 मिल गए हैं इसलिए 2 ओवरफ्लो फ्लैग TF0 और TF1 हैं अब आप देखते हैं कि यह टाइमर क्लॉक जब TL0 ओवरफ्लो होगा इसलिए यह TF0 सेट किया जाएगा और जब यह TH0 ओवरफ्लो होगा तब यह TF1 सेट हो जाएगा इसलिए हम बाद में मोड 3 के साथ अधिक विस्तार से आएंगे इसलिए हम बाद में देखेंगे अगला दिलचस्प रजिस्टर यह है कि हमारे पास इस टाइमर काउंटर ऑपरेशन के लिए टीकॉन रजिस्टर है तो यह टाइमर कंट्रोल रजिस्टर टीकॉन है तो ऊपरी नीबल टाइमर काउंटर के लिए है लोअर नीबल इंटरप्ट के लिए है तो यह टाइमर नियंत्रण रजिस्टर है टीकॉन तो टीमोड हम पहले ही देख चुके हैं तो यह टीकॉन रजिस्टर के बारे में है तो यह रजिस्टर आप इसे 2 निबल में विभाजित कर सकते हैं तो यह कम निबल है इसलिए लोअर निबल हम अब चर्चा नहीं करेंगे तो वे इंटरप्ट के लिए हैं ऊपरी निबल टाइमर ऑपरेशन के लिए है और यहां आप उन बिट्स को देखते हैं TR0 ad TR1 इसलिए TR 0 टाइमर काउंटर 0 चलाने के लिए है और TR1 टाइमर काउंटर 1 चलाने के लिए है TR0 यदि आप इसे 0 पर सेट करते हैं तो टाइमर बंद कर दिया जाएगा और यदि आप TR0 को 1 पर सेट करते हैं तो टाइमर शुरू हो जाएगा तो पहले हमने देखा है कि सॉफ्ट नियंत्रित या सॉफ़्टवेयर नियंत्रित टाइमर के लिए आपको इस TR 0 और TR 1 बिट्स को प्रोग्राम करना चाहिए तो उन बिट्स को योग निर्देश का उपयोग करके सेट किया जा सकता है जो इस TR 0 और TR 1 बिट्स को प्रभावित करेगा और यह TF 0 और TF 1 भी आप देखेंगे कि मूल रूप से ओवरफ्लो बिट है अगर ओवरफ्लो होता है तो वह TF या टाइमर फ्लैग तो यहाँ TF0 टाइमर काउंटर 0 के लिए है TF1 टाइमर काउंटर 1 के लिए है तो यह कैरी की तरह है तो प्रारंभ में TF 0 के बराबर है और फिर जब यह TH TL सभी f से 0 रोलओवर करेगा तो यदि 16 बिट टाइमर है तो जब यह FFFFH से सभी 0 पर रोल होता है तब TF फ्लैग सेट हो जाता है तो TF 0 के बराबर इसलिए हम अभी तक अंतिम मूल्य तक नहीं पहुंचे हैं और TF का अर्थ है कि हम टाइमर मान तक पहुंच गए हैं तो डिले के रूप में उत्पन्न करते समय हम क्या कर सकते हैं इसलिए हम उन टाइमर को कुछ प्रारंभिक मूल्य के साथ आरंभ कर सकते हैं फिर संबंधित TR बिट सेट करके टाइमर को शुरू कर सकते हैं और अब लगातार मॉनिटर करें कि ये TF बिट सेट है या नहीं क्योंकि एक बार TF बिट सेट होने का मतलब है कि समय बीत चुका है तो आपके पास वह समय मान है जिसका उपयोग किया गया है तो वहाँ इंटरप्ट हैं तो हम इसे 2 तरीकों से कर सकते हैं तो एक इस मतदान तंत्र के माध्यम से है दूसरा इस इंटरप्ट तंत्र के माध्यम से है इसलिए मैं जो कहता हूं वह इस प्रकार है इसलिए अगर मुझे यह टाइमर मिल गया है तो यह टाइमर जब यह ओवरफ्लो होता है तो यह सेट करेगा कि TF फ्लैग तो आप या तो इस TF फ्लैग के लिए चुनाव कर सकते हैं तो चाहे वह 0 है चाहे वह 1 है या नहीं और आप लगातार ऐसा कर सकते हैं तो आप टाइमर को इनिशियलाइज़ कर सकते हैं और फिर इसे शुरू कर सकते हैं और लगातार TF बिट को मतदान कर सकते हैं कि यह 1 हो गया है या नहीं अन्य संभावना है कि आप टाइमर इंटरप्ट को इनेबल कर सकते हैं इसलिए हम देखते हैं कि इंटरप्ट के बारे में चर्चा करते समय टाइमर के इंटरप्ट को कैसे इनेबल किया जाए लेकिन एक बार यदि यह इनेबल हो जाता है तो जब भी यह TF ओवरफ्लो होता है तो यह प्रोसेसर के लिए एक बाधा उत्पन्न करेगा तो प्रोसेसर शायद कुछ और कर रहा है और यह बाधित हो जाएगा तो यह टाइमर सर्विस रूटीन में जाएगा इसलिए यह आम तौर पर तब उपयोगी होता है जब आप एक डिजिटल क्लॉक डिजाइन करते हैं इसलिए डिजिटल क्लॉक में मुझे यह मिल गया है कि यह एक घंटे का हिस्सा है फिर मिनट का हिस्सा और दूसरा भाग ठीक है तो यह मूल या मुख्य प्रोग्राम यह लगातार हो सकता है कि किसी मेमोरी स्थान से उन घंटे मिनट और सेकंड मूल्यों को प्राप्त कर रहा है और इसे प्रदर्शित कर रहा है और समय समय पर इसे अपडेट करने की आवश्यकता है समय को अपडेट करने के लिए प्रत्येक सेकंड प्रोसेसर को समय मूल्य को अपडेट करना चाहिए और यह कैसे करेगा तो यह 1 सेकंड के मूल्य के लिए एक टाइमर शुरू करेगा और जब भी यह टाइमर ओवरफ्लो करता है तो इंटरप्ट इनेबल होता है तो आपके पास उस उद्देश्य के लिए ISR इंटरप्ट सर्विस रूटीन हो सकता है और फिर उस इंटरप्ट सर्विस रूटीन को क्या करेगा यह इस मेमोरी मिनट को दूसरे बाइट्स के लिए संबंधित मेमोरी लोकेशन को अपडेट करता रहेगा इसलिए यह मेरा डिस्प्ले रूटीन है क्योंकि यह उस स्थान से पढ़ रहा है तो यह सही समय मूल्य प्रदर्शित करेगा तो इस तरह से हम कुछ वास्तविक समय क्लॉक डिजाइन करने के लिए इन टाइमर का उपयोग कर सकते हैं तो यह TF फ्लैग उस तरह से उपयोगी हैं इसलिए अगले हम निर्देशों पर गौर करेंगे जो इस टाइमर ऑपरेशन के लिए आवश्यक हैं इसलिए SETB TR 0 तो यह बिट एड्रेसेबल है यह टीकॉन रजिस्टर बिट एड्रेसेबल है तो आप SETB TR 0 या SETB टीकॉन 4 की तरह कह सकते हैं या आप स्पष्ट TR0 कह सकते हैं तो SETB TR0 यदि आप करते हैं तो टाइमर 0 शुरू हो जाएगा और यदि आप यह सेट स्पष्ट TR0 कर रहे हैं तो टाइमर 0 बंद हो जाएगा इसी तरह हमारे पास यह SETB TF0 हो सकता है तो यह इस टाइमर ओवरफ्लो फ्लैग को 0 पर सेट करेगा और TF0 को क्लियर करेगा तो यह भी SETB TF 0 आमतौर पर आवश्यक नहीं है लेकिन यह स्पष्ट TF 0 आवश्यक है क्योंकि जब भी आप इस लाइन का नमूना ले रहे हैं इसलिए यदि कोई ओवरफ्लो है तो यह बिट सिस्टम द्वारा सेट किया जाएगा तो आपका ISR उस बिट को पहले रीसेट करना पसंद कर सकता है अन्यथा इसे दूसरे इंटरप्ट के रूप में लिया जाएगा तो इस तरह यह स्पष्ट बिट आवश्यक है इसी तरह टाइमर 1 के लिए हमें यह SETB TR 1 और स्पष्ट TR 1 मिला है और हमें यह SETB TF 1 मिला है और TF 1 को स्पष्ट किया है उन चीजों को और यह 4 बिट IE1 IE0 IT1 IT0 तो यह तब आएगा जब आप इंटरप्ट में जाएंगे इसलिए अगला हम टाइमर मोड 1 में देखेंगे इसलिए जैसा कि हम जानते हैं यह 16 बिट टाइमर है हमारे उदाहरणों में हम केवल टाइमर 0 पर विचार करेंगे और अच्छी तरह से जानेंगे कि टाइमर 1 के लिए भी यही बात सही होगी तो यह 16 बिट टाइमर तो यह TH0 और TL0 रजिस्टर जोड़ी है इसलिए TH0 TL0 जोड़ी लगातार बढ़ाई जाएगी एक बार यह TR0 1 पर सेट हो जाएगा तो TR 0 को 1 पर सेट किया जा रहा है इसलिए यह मान होगा जो लगातार बढ़ा हुआ है और यह तब रुकेगा जब यह TH 0 TL 0 जोड़ी 0 पर पहुंच जाएगा या कहें कि यह TR 0 स्पष्ट हो गया है जैसे किसी प्रोग्राम में कुछ देर बाद इसलिए आप TR0 को साफ़ करके इस टाइमर को रोक सकते हैं हालाँकि यह ओवरफ्लो नहीं हुआ है तो आप TR0 बिट को साफ़ करके इसे बीच में रोक सकते हैं अन्यथा यह टाइमर लगातार अपडेट होता रहेगा तो यह इंटर्नल प्रणाली क्लॉक में देख रहा होगा तो यह खुद को अपडेट कर रहा होगा और फिर जब यह प्रत्येक मशीन साइकिल के अंत में होगा तो इसे 1 तक गिनना होगा क्योंकि यह इंटर्नल क्लॉक की ड्राइविंग है इसलिए जब यह FFFFH के मूल्य पर पहुंच जाता है तो यह 0000 से अधिक हो जाएगा और फिर TF0 बिट को उठाया जाएगा तो इस टाइमर और प्रोग्रामर का मोड 1 ऑपरेशन TF0 की जाँच कर सकता है और टाइमर 0 बंद कर सकता है इसलिए अब प्रोग्रामर जैसा कि मैंने कहा कि यह एक मतदान हो सकता है इसलिए एक मतदान मोड में प्रोग्रामर लगातार इस TF0 बिट्स के लिए जाँच कर सकता है इसलिए टाइमर शुरू करने के बाद मेरे पास एक निर्देश हो सकता है तो कहीं मुझे यह SETB TR0 मिला है तो टाइमर शुरू हो गया है और कुछ समय बाद तो मैं कर सकता हूँ अगर मैं बस एक डिले करना चाहता हूँ तो आप कह सकते हैं कि नॉट बिट TF0 L1 पर कूदें जहां L1 यह जगह है तो यह मतदान कोड है इसलिए मैं बिट TF0 की जांच कर रहा हूं और अगर यह अभी तक सेट नहीं किया गया है इसलिए मैं इस बिंदु को देख रहा हूं तो इस तरह से इसलिए जब भी यह बिट सेट होगा तो यह जाँच करने के लिए आ रहा है कि गलत होगा इसलिए यह अगली स्थिति में आ जाएगा इस तरह से हम अपने कोड में इस प्रकार का मतदान लागू कर सकते हैं इसके बाद इस मोड 1 का उपयोग कैसे करें तो पहले हमें टाइमर 0 के लिए मोड 1 चुनना होगा और उस मामले के लिए हम टीमोड रजिस्टर में नियंत्रित ओवर को 0 से 01h होने के लिए सेट करते हैं इसलिए 0 1 एच का मतलब पहले 4 बिट्स 0 होगा और अगले 4 बिट 0 0 0 1 होंगे तो यह हिस्सा 1 टाइमर के लिए है इसलिए यह अब हमारी चिंता का विषय नहीं है और यह हिस्सा टाइमर 0 के लिए है जिसमें से यह गेट ऐसा है इसका मतलब है मैं इंटर्नल स्रोत से चला रहा हूं क्लॉक इंटर्नल स्रोत है तो यह 0 मतलब होगा कि यह एक टाइमर ऑपरेशन है और फिर ये 2 बिट्स हैं इसलिए वे पहचानेंगे कि मैं मोड 1 में काम कर रहा हूं जो कि 16 बिट टाइमर मोड है इस TH0 TL0 जोड़ी को लोड करना अगली महत्वपूर्ण बात है इसलिए इस जोड़ी को मैं FFFC के रूप में लोड कर रहा हूं इसलिए मेरे द्वारा लोड की गई गणना मान FFFC है और यह बेहतर है कि हम इस TF0 बिट को साफ करें इसलिए सुरक्षा के लिए क्योंकि पहले शायद यह TF0 सेट किया गया था और इस टाइमर के शुरू होने से पहले इसे साफ नहीं किया गया था तो यह सुरक्षित पक्ष पर होना चाहिए हमें TF0 बिट को साफ करना चाहिए इसलिए हम यहां TF0 बिट को क्लियर करते हैं और फिर हम बिट TR0 सेट करना शुरू करते हैं तो SETB TR0 यह अब टाइमर शुरू करेगा तो FFFC से तो यह FFFD तब FFFE पर जाएगा तो यह ऐसे ही चलेगा तो जब यह 0 पर आता है तो एक ओवरफ्लो होता है तो यह पता लगाया जाएगा तो यह बात है तो 8051 की गिनती इस तरह शुरू होगी तो यह FFFC FFFD FFFE और FFFF तो यह 0000 होगा इसलिए जब यह इस पर जाता है तो यह FFFF 0000 उस बिंदु पर इसलिए यदि आप इस TF0 की निगरानी करते हैं तो यह बिट 1 पर सेट हो जाएगा तो पहले यह TF0 बिट 0 था तो यह TF 0 बिट है तो यह 0 पर सेट है और जब यह ओवरफ्लो होता है तो यह आ जाएगा तो हम इस स्थिति की निगरानी कर सकते हैं कि यह TF 0 1 बन रहा है या नहीं और जब यह TF0 1 बन जाता है तो हमें टाइमर बंद कर देना चाहिए तो आप इस TR0 को रोक सकते हैं आप अपने अनुसार इस TR0 बिट को रीसेट कर सकते हैं इसलिए जब यह TH0 TL0 FFFF से 0000 तक लुढ़क जाएगा तो 8051 में TF0 बिट 1 पर सेट हो जाएगा तो अब हम यह कर सकते हैं जैसा कि मैं बता रहा था कि हमारे पास इस तरह की निगरानी हो सकती है नॉट बिट पर कूदें TF0 फिर से तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि हम इस प्रकार TR0 बिट की निगरानी कर रहे हैं और जब तक यह 0 है तब तक यह यहाँ दिख रहा होगा फिर हम TR0 बिट को टाइमर ऑपरेशन को रोकने के लिए साफ़ करते हैं और फिर हम TF फ्लैग को भी साफ़ करते हैं इसलिए अगली बार जब आप टाइमर को संचालित करना चाहते हैं तो उसे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए तो इस तरह हम मोड 1 में इस 16 बिट टाइमर का उपयोग कर सकते हैं तो ऑपरेशन इस तरह है क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी को 12 से विभाजित किया जाता है इसलिए यह CT 8051 के मामले में 0 12 साइकिल के बराबर है 12 क्लॉक साइकिल 1 मशीन साइकिल का गठन करते हैं और यह टाइमर मान प्रति मशीन साइकिल में अपडेट किया जाता है यही कारण है कि इसे इंटर्नल रूप से 12 से विभाजित किया जाता है इसलिए यह विभाजन इंटर्नल है इसलिए इसे इंटर्नल रूप से 12 से विभाजित किया जाता है इसलिए इस प्रकार की एक क्लॉक उत्पन्न होती है और फिर इसे ऐंड गेट्स में फीड किया जाता है यह सब तार्किक है यह शारीरिक रूप से कैसे लागू किया जाता है यह ज्ञात नहीं है लेकिन तार्किक रूप से आप इसके बारे में सोच सकते हैं जैसे कि यह TR बिट क्लॉक के साथ थी और जब यह TR बिट 1 है तो केवल इस क्लॉक को इस टाइमर मान तक पहुंचने की अनुमति होगी और यह टाइमर मूल्य अपटाइमिंग शुरू हो जाएगा तो FF से जो भी मूल्य हो तो यह बढ़ता चला जाएगा और फिर इसके साथ FFFF से 0 तक रोल करेगा फिर यह टाइमर ओवरफ्लो फ्लैग TF सेट हो जाएगा तो डिले की गणना कैसे करें तो यह निश्चित रूप से क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है लेकिन मैं यह कैसे कर सकता हूं उदाहरण के लिए मान लें कि मैंने इस TH और TL रजिस्टर जोड़ी के साथ इनिशियलाइज़ किया है YYXXhex तो FFFF में जाने के लिए कितने साइकिल लगेंगे तो यह FFFF YYXX 1 है इसलिए इतने चक्रों के बाद ओवरफ्लो होगा और अगर यह 110592 क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी है तो यह 1085 माइक्रोसेकंड निकला तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि इसे सबसे पहले 12 से विभाजित करना होगा अगर हम इस पिछली स्लाइड पर गौर करें तो यह क्रिस्टल ऑस्किलटोर 12 से विभाजित है और यहां क्लॉक के रूप में फेड किआ जायेगा तो यह 12 से विभाजित होता है और फिर यदि आप इसे समय में परिवर्तित करते हैं तो 1f तो यह 1085 माइक्रोसेकंड निकला दशमलव में आप FFFF प्लस 1 लेने के बजाय कह सकते हैं तो आप बस 65536 की तरह लिख सकते हैं दशमलव में इस YYXX को शायद NNNNN कहें तो यह 1085 माइक्रोसेकंड से गुणा किया जाता है तो एक दिए गए टाइमर प्रारंभिक मूल्य के लिए इस तरह हम गणना कर सकते हैं कि उत्पादन में वास्तविक डिले क्या है मान लीजिए कि हम P15 पर 50 प्रतिशत शुल्क साइकिल के साथ एक वर्ग तरंग डिजाइन करना चाहते हैं इसलिए हमने पहले इस उदाहरण को देखा है लेकिन वहां हम उस सॉफ्ट डिले का उपयोग कर रहे थे अब हम इस टाइमर डिले का उपयोग कर रहे हैं तो हम इस टाइमर 0 मोड 1 16 बिट का उपयोग कर रहे हैं फिर मान 0F2h को TL0 में और 0FFh से TH0 पर ले जाएं तो लोड होने वाला यह टाइमर मान FFF2h है तो यह मान है जो लोड किया गया है अब हम पिन P15 को कम्प्लीमेंट करते हैं तो इस तरह जो भी इस port का पिछला मूल्य है जो कि कम्प्लीमेंटेड हो जाता है तो हम एक कॉल डिले देते हैं तो डिले रूटीन कहा जाता है इसलिए हम उस डिले रूटीन और फिर SJMP को यहां देखेंगे अगर यह इस बिंदु पर वापस आएगा तो फिर से इस टाइमर को लोड किया जाएगा और मूल्य को कम्प्लीमेंटेड किया जाएगा इसलिए डिले की रूटीन इस तरह से है इसलिए हमने इस बिट TR0 को सेट किया है यह टाइमर शुरू किया गया है तो पहले डिले रूटीन को कुछ रजिस्टर डीक्रिमेंटिंग जंप नॉट जीरो टाइप निर्देश आदि का उपयोग करके किया गया था इसलिए इसके बजाय हम टाइमर शुरू कर रहे हैं और हम अब TF0 बिट की निगरानी कर रहे हैं तो यह JNB TF0again तो यह यहां लगातार लूपिंग होगा जब तक यह TF0 बिट 1 पर सेट नहीं हो जाता है तब तक इस समय यह डिले देखा गया है तो TR0 साफ़ करें और TF0 साफ़ करें इसलिए हम टाइमर 0 को रोकते हैं और यह टाइमर 0 फ्लैग को साफ़ करेगा और यह वापस आ जाएगा तो यह प्रोग्राम इस ऑपरेशन को कर रहा होगा इसलिए इसके बाद हम इस डिले की रूटीन से वापस आ गए तो यह मूल रूप से यहाँ इस बिंदु पर कूद रहा है और यहाँ फिर से हम TL0 और TH0 को टाइमर को आरम्भ कर रहे हैं और उन 2 रजिस्टरों को 2 मानों को प्रारंभ कर रहे थे तो यह मान उच्च और समय कम दोनों के लिए समान है तो आपको यह मूल्य 50 प्रतिशत उपयोगिता अनुपात के रूप में मिलता है तो आप बहुत आसानी से गणना कर सकते हैं कि उत्पादन में डिले क्या है क्योंकि आपके पास प्रारंभिक गणना मूल्य FFF2 है इसलिए पिछले सूत्र का उपयोग करके जो हमें यहां मिला है तो आप गणना कर सकते हैं कि ऑनटाइम और ऑफटाइम क्या है तो तदनुसार आप कह सकते हैं कि इस वर्गाकार तरंग की फ्रीक्वेंसी क्या होगी जो उत्पन्न होती है इसलिए इसकी गणना बहुत आसानी से की जा सकती है इसके बाद हम इस प्रोग्राम में वर्ग तरंग की फ्रीक्वेंसी का पता लगाने की कोशिश करते हैं इसलिए यह टाइमर 1 का उपयोग करके P15 पर एक वर्ग तरंग उत्पन्न कर रहा है और हम फ्रीक्वेंसी को खोजना चाहते हैं तो सबसे पहले यह सभी टीमोड सेटिंग तो दूसरा निबल की टीमोड सेटिंग 0 है तो यह TH1 होना चाहिए यह नहीं है यदि आप यह 3476 प्राप्त करना चाहते हैं तो यह 7634 है क्योंकि इस TH रजिस्टर को 7 6 मिला है और इस TL रजिस्टर को 3 4 मिला है इसलिए यह 7 6 3 4 है इसलिए हम इस TH TL जोड़ी को शुरू कर रहे हैं तो TR को सेट करें 1 तो हम इस बिंदु पर टाइमर 1 शुरू कर रहे हैं और फिर नॉट बिट TF1 पर कूदें तो यह मूल रूप से उस TF1 का मतदान है फिर हम टीआर 1 को साफ़ कर रहे हैं इसलिए यह टाइमर बंद कर दिया गया है फिर हम बिट को कम्प्लीमेंट कर रहे हैं फिर हम TF1 बिट को साफ कर रहे हैं इसलिए TF1 बिट को मंजूरी दे दी गई है इसलिए यह टाइमर अब है कि पहले जो भी यह TF1 सेट किया गया था तो इस बिंदु पर मंजूरी दे दी है और फिर SJMP फिर से तो यह यहाँ जाता है और फिर से टाइमर लोड किया जाता है तो यह फिर से 50 प्रतिशत उपयोगिता अनुपात का मामला है लेकिन हमने जो मूल्य लोड किया है वह 7634 hex है इसलिए सवाल फ्रीक्वेंसी को खोजने का है और इसे सिर्फ समस्या को सरल करना है हम इन व्यक्तिगत निर्देशों की डिले को शामिल नहीं करते हैं इसलिए इस तरह के एक और सटीक चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपको इस व्यक्तिगत अनुदेश को भी ध्यान में रखना होगा लेकिन वे टाइमर द्वारा उत्पन्न डिले की तुलना में बहुत अधिक नहीं हो सकते हैं इसलिए हमारी चर्चा के लिए उनकी उपेक्षा की जा सकती है तो यह क्या है हमने 7634 का यह प्रारंभिक मूल्य लोड किया है इसलिए हमारी कुल क्लॉक की संख्या FFFF 7634 है इसलिए यह 89CC और 35276 क्लॉक की गिनती है तो यह आधा अवधि लिए चूंकि इस डिले का उपयोग ON भाग और OFF भाग दोनों के लिए किया जाता है तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक भाग के लिए डिले 38274 मिलीसेकंड है पूरी डिले सिग्नल के पूरे समय की अवधि 2 गुणा 38274 मिलीसेकंड में 76548 मिलीसेकंड है तो उत्पन्न होने वाली वर्ग तरंग की फ्रीक्वेंसी 76548 मिलीसेकंड पर 1 है यह 13064 घंटे है तो मोड 1 ऑटो रीलोड नहीं है तो हमें TH 1 और TL 1 रजिस्टर को अलग अलग लोड करना होगा और उसके बाद ही हम इस TH 1 और TL 1 रजिस्टर का उपयोग कर सकते हैं हर बार जब भी आपको काउंटर को पुनरारंभ करने या टाइमर को पुनरारंभ करने की आवश्यकता होती है तो आपको इस TH1 और TL1 जोड़ी को फिर से लोड करना होगा इस टाइमर 0 के लिए भी यही सच है हालाँकि यदि आप इस ऑटो पुनः लोड मोड की तलाश कर रहे हैं तो आपको मोड 2 का उपयोग करना होगा तो उस मामले में कई बार यह यहाँ पुनः लोड हो रहा है जैसा कि हमने इस मामले में किया है इसलिए हर बार कुछ उत्पादन करने के बाद फिर से हम इन मूल्यों को लोड कर रहे हैं तो इसकी आवश्यकता नहीं होगी तो हम चर्चा में उस मोड 2 को देखेंगे